सुप्रभात पुनः स्वागत इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के कोर्स में और हम इस कोर्स के अंतिम सप्ताह में हैं इस सप्ताह में मैं क्वालिटी कंट्रोल विशेषतया स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में चर्चा करूँगा उसके बाद हम एक्सेप्टेंस सेंपलिंग पर प्रकाश डालेंगे इसलिए मैं यह व्याख्यान क्वालिटी कंट्रोल के साथ शुरू करूँगा इसलिए अनिवार्य रूप से क्वालिटी कंट्रोल क्या है क्वालिटी कंट्रोल एक प्रणाली या प्रणालियों का सेट है जोकि यह सुनिश्चित करता है कि निर्मित उत्पाद परिभाषित क्वालिटी क्राइटेरिया के सेट का पालन करे इसलिए हमारे पास क्वालिटी क्राइटेरिया का एक सेट है विशेषतया मेट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास मेजरमेंट लिमिट्स हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा मैंने पिछले व्याख्यानो में भी इस विषय को छुआ था कि हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है और उत्पादन या विनिर्माण होने के बाद और हम मापन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पाद जो मैंने बनाया है हमारे स्पेसिफिकेशनस् से मिलता है या नहीं स्पेसिफिकेशनस् से ज्यादा हम कंट्रोल लिमिट्स पर बात करेंगे स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स के बीच में कुछ भेद है जो कि मैं इस व्याख्यान में चर्चा करुंगा इसलिए क्या वह पालन करता है या मिलता है क्या वह क्वालिटी क्राइटेरिया के सेट से मिलता है या नहीं ठीक है इसलिए क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस से मिलता जुलता है परंतु समान नहीं है मैं इस व्याख्यान में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में भेद भी करुंगा इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रणालियों के सेट की तरह भी परिभाषित किया जा सकता है जोकि एक उत्पाद या सेवा जोकि विकासशील है या जो काम के समाप्त होने से पहले है हमारे असल में उत्पादन करने से पहले क्या वह मानकों का पालन करता है या नहीं इसलिए यह क्वालिटी एश्योरेंस है असल में यह उत्पादन करने से पहले हैं इसलिए क्या यह विशिष्ट आवश्यकताओं से मिलता है या नहीं क्वालिटी एश्योरेंस कभी कभी क्वालिटी कंट्रोल के साथ भी व्यक्त किया जाता है या अकेले भी इसलिए कभी कभी इसको QA और QC के रूप में कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल विभाग क्वालिटी एश्योरेंस विभाग के साथ भी काम करता है इसलिए हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल पर आने से पहले जोकि मापों के अंदर ज्यादा है 1920 के दशक में विश्व युद्ध I के तुरंत बाद जब औद्योगिक क्रांति थी और उद्योग ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पाद करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए वे उस बिंदु पर थे जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई इसलिए उत्पादों की क्वालिटी परिभाषित करना महत्वपूर्ण हो गया मौलिक रूप से क्वालिटी का मुख्य उद्देश्य अंतिम उत्पाद में अभियांत्रिकी आवश्यकता प्रारूप सुनिश्चित करना था इसलिए बाद में विनिर्माण प्रक्रियाएं बहुत जटिल हो गई और क्वालिटी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक अनुशासन के रूप में विकसित हो गई और हमारे पास हर उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल विभाग आ गया इसलिए सामान्यता इस विभाग को इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल विभाग की तरह जाना जाता है यहां तक कि अगर आप किताबों का अनुसरण करें अगर आप किताबों को देखें या अगर आप विषय खोजें आप पाएंगे कि उनमें इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल है इसलिए इंस्पेक्शन वह है जब हम केवल स्पेसिफिकेशन की जांच करें जैसे कि हम कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं या हम कोई माप इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं हां या ना ठीक है GO या NO GO एक्सेप्टेबल या अनअक्सेप्टेबल वह इंस्पेक्शन है लेकिन जब हम कुछ परिणामों को प्लाट करने की कोशिश करते हैं जो कि यहां पर इंस्पेक्शन द्वारा प्राप्त हुए हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि दोष कहां पर है यदि हमारे प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल लिमिट्स के अंदर नहीं है तब हम स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल को प्लाट करते हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इंस्पेक्शन का एक विस्तारित संस्करण है तथापि इंस्पेक्शन हम उस स्पर्श रेखा की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे इसलिए 1920 के दशक में यह शुरू हुआ था इसलिए अब मैं यह कह सकता हूं कि 1950 में एक मील का पत्थर रखा गया 1950 के दशक में वह विश्व युद्ध II के बाद था इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस जगह में आया इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस को ऑडिटिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता था क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स जो हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वह उचित तरीके से काम कर रही हैं या नहीं इसलिए 1यह एक तरीके की ऑडिटिंग है इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी ऑडिट फंक्शन को शामिल करने के लिए क्वालिटी प्रोफेशनल ने विस्तार किया इसलिए क्वालिटी के स्वतंत्र सत्यापित चालक मुख्यतः उद्योग थे जिसमें जन स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य मुख्य थे इसलिए यह 1950 के दशक में था इसलिए 1980 के दशक में एक शब्द जिसे आप लोग जानते होंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्रीडा में आया जब आप विनिर्माण कर रहे होंगे तब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी का प्रबंधन कर रहा होगा इसलिए यहां टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कुछ तकनीकें या उपकरण हैं और लोगों ने बड़े पैमाने पर इस पर काम किया है इसलिए जैसे कि क्वालिटी फंक्शन डेप्लॉयमेंट जोकि एक टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है जिसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसको प्रक्रिया को बनाए रखना भी सिखाया जाता है जो कर्मचारी विनिर्माण में कार्य कर रहा है या ऑपरेटर जो वहां पर है वह भी प्रोसेस को बनाए रखने या नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त दक्ष है इसलिए यह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसलिए आज के युग में यदि मैं इसे 21वीं सदी कहता हूं मैं इसे सन 2000 के बाद कहूँगा क्वालिटी कंट्रोल एक अधिकतम महत्वपूर्ण चीज बन चुका है और इसके लिए हमारे पास भिन्न प्रकार के साधन हैं सही है साधनों का मतलब उन्नत साधन जैसे कि वर्नियर कैलीपर जोकि बीसवीं सदी में ही विकसित कर लिया गया था क्रीडा में आया मैं इस सप्ताह के अंत में 3D मापों के बारे में भी चर्चा करूँगा 3D मापों के अंदर त्रिआयामी मेजरमेंट कर सकते हैं जैसे कि हम स्कैन कर सकते हैं और हम चर्चा करेंगे हम आपको यहां की प्रयोगशाला में भी ले जाएंगे और हम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन भी देखेंगे 3D निर्देशांक कैसे मापे जाते हैं इसलिए वह क्रीडा में आया और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो कि अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए यह चीजें क्रीडा में आई और लोग उस पर काम कर रहे हैं इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ने यह सारे मील के पत्थर पार किए हैं इसलिए इस व्याख्यान में मैं यह सामग्री आच्छादित करूँगा स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल और उसका वर्गीकरण उसके बाद स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल उसके बाद हम कंट्रोल चार्ट की चर्चा करेंगे उसके बाद प्रोसेस कैपेबिलिटी कंट्रोल चार्ट क्या है मैं उसकी चर्चा करूँगा मैं कंट्रोल चार्ट पर एम एस एक्सेल के अंदर काम करना भी चाहूँगा ठीक है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं कंट्रोल चार्ट के भिन्न भिन्न वेरिएबल और एट्रिब्यूट होते हैं उसके बाद कैसे हम इन चार्ट को एम एस एक्सेल मैं प्लाट करते हैं और अगर प्रक्रिया नियंत्रण में नहीं है तो उसके बाद हमको क्या कदम उठाने होते हैं इसलिए हम प्रोसेस कैपेबिलिटी की भी चर्चा करेंगे उसके बाद अगले व्याख्यान में मैं यहां पर एक्सेप्टेंस सेंपलिंग के बारे में चर्चा करूँगा इसलिए स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल और एक्सेप्टेंस सेंपलिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स के बारे में हम पिछले व्याख्यान में काफी चर्चा कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स क्वालिटी विशेषताओं और संबंधों का वर्णन करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं और यह एवरेज स्टैंडर्ड डीविएशन रेंज को भी शामिल रखती हैं हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के उपाय हैं उसके बाद डिस्पर्शन के उपाय हैं वह सारी चीजें यहां पर चर्चित हो चुकी हैं इसलिए SQC या स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिसटिकल उपकरणों का वर्णन करने के लिए एक पद है ठीक है यह मैं पहले कह चुका हूं अब स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल एक प्रक्रिया के आउटपुट के एक रेंडम नमूने की जांच को शामिल करना है और निर्णय करना है कि क्या प्रक्रिया एक उत्पाद की विशेषताओं को उत्पन्न कर रहा है जोकि पूर्व निर्धारित रेंज में गिरती है इसलिए प्रोसेस कंट्रोल प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या प्रक्रिया सही से काम कर पा रही है या नहीं कुछ लोग कहते हैं अगर आप किताबें पढ़ते हैं और कहेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल के साथ व्यवहार करता है और क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल के साथ व्यवहार करता है इसलिए SPC स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के भाग में आया लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी वर्णन करते हैं मैं इस तरह से लूँगा कि स्टैटिसटिकल क्वालिटी कंट्रोल वहां पर है और जब हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कहां पर है तब स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल उसका भाग है इसलिए मैं इसे इस प्रसंग में लेता हूं एक्सेप्टेंस सेंपलिंग यह क्या है मैं यह भी चर्चा करूंगा कि वह भी SQC के अंदर क्रीड़ा में आती है इसलिए हम यह स्टैटिसटिकल टूल्स एक्सेप्टेंस सेंपलिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिसटिकल टूल्स का मतलब जब हम आंकड़े उत्पन्न करते हैं हम अनुमान लगाने के लिए कुछ गणनाए कर सकते हैं और ग्राफ़ को प्लाट कर सकते हैं और उन ग्राफ़ को देखते हुए हम कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उसके ज्ञान का कुछ सारांश निकाल सकते हैं और हम उस पर काम कर सकते हैं इसलिए इस वजह से यहां पर स्टैटिसटिक्स एक पद है अब आगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स है जो मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी ठीक है इसलिए यह हमारे पास मीन रेंज स्टैंडर्ड डीविएशन और वह सारी चीजें हैं मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा इसलिए आगे स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल के तरीकों को बढ़ाकर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स इस्तेमाल करना है यह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स उत्पादन प्रक्रिया के भिन्न पहलुओं को मॉनिटर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए जैसा कि अभी तक हमने सीखा है कि कॉमन और असाइनेबल कारण होते हैं जब हम मापन करते हैं जैसे हमने पहले भी कहा है एक सिस्टमैटिक त्रुटि होती है एक रेंडम त्रुटि होती है कभी कभी हम सिस्टमैटिक त्रुटि पर काम नहीं कर सकते लेकिन हां हम रैंडम त्रुटि पर काम कर सकते हैं इसलिए कॉमन कारण और असाइनेबल कारण होते हैं ठीक है हर उत्पाद के उत्पादन में परिवर्तन के यही कारण होते हैं इसलिए SPC का इस्तेमाल करते हुए हम उस परिवर्तन की मात्रा को जोकि सामान्य या साधारण है उसे निर्धारित करना चाहेंगे उसके बाद हम उत्पादन प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे ताकि हम यह सुनिश्चित कर पाए कि उत्पादन साधारण रेंज में रहता है इसको हम सामान्य या साधारण रेंज कहते हैं लेकिन यहां पर जो आशय मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वह है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रक्रिया नियंत्रण की स्थिति में है और आमतौर पर जो उपकरण प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए उपयोग मैं लाए जाते हैं वह कंट्रोल चार्ट हैं जो हम चर्चा करेंगे इसलिए उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को मॉनिटर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कंट्रोल चार्ट हैं इसलिए कंट्रोल चार्ट को विकसित कैसे किया जाए एक कंट्रोल चार्ट को प्रोसेस चार्ट या क्वालिटी कंट्रोल चार्ट भी कहा जाता है जोकि दिखाता है कि क्या एक आंकड़े का नमूना परिवर्तन की साधारण या सामान्य रेंज में गिरता है इसलिए यह परिवर्तन की सामान्य या साधारण रेंज है कंट्रोल चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट UCL होती है उसकी लोअर कंट्रोल लिमिट LCL होती है और उसकी सेंटर लाइन CL होती है इसलिए सेंट्रल लाइन उसका शुद्ध मूल्य या कुछ शुद्ध मूल्य के आसपास हो सकता है जो कि हमको प्राप्त करना है इसलिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट सीमाएं हैं जिसके अंदर हमारे माप का आंकड़ा गिरना चाहिए इसलिए कंट्रोल चार्ट का कैसे निर्माण किया जाए हम इसकी चर्चा करेंगे इसलिए हम कहते हैं कि प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर है जब प्लाट आंकड़ा बताता है कि एक या उससे ज्यादा नमूने नियंत्रण सीमाओं के बाहर गिरते हैं इसलिए मैं आपको एक चित्रण देना चाहता हूं कि कैसे कंट्रोल चार्ट को प्लाट किया जा सकता है यह सेंट्रल लाइन है और हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट है और हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट है सामान्यतः मैं विश्वास के साथ यह नहीं कहता कि यह 3σ हो सकता है 3σ हो सकता है या 3σ हो सकता है विशेष रुप से X बार चार्ट के संदर्भ में यह मूल्य वहां पर है इसलिए हमारे पास यह रेखा यहां पर है यह एक अपर कंट्रोल लिमिट है यह एक लोअर कंट्रोल लिमिट है इसके बाद हमारे पास प्रक्रिया के बारे में या हमारे बिंदुओं के बारे में यहां पर होगा मुझे कहने दीजिए कि यह एक नमूने का आकार है नमूना 1 2 3 4 यह नमूने की संख्या है यह एक नाम मात्र स्केल है 1 2 3 4 5 6 मैं कह सकता हूं 6 बिंदु हैं 1 2 3 उसके बाद यहां पर यह कुछ कुछ 4 हो सकता है उसके बाद मुझे कहने दीजिए 5 और उसके बाद 6 मैं यहां पर एक रेखा भी खींच सकता हूं इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 6 बिंदु हैं और यह मूल्य यह विशिष्ट मूल्य संख्या 5 नियंत्रण सीमाओं के अंदर नहीं है या नियंत्रण प्रसार के बाहर है इसलिए इस तरह की त्रुटि यदि आप कभी देखते हैं वह रैंडम की तरह है प्लाट 1 2 3 4 5 6 78 की तरह है यह 5 है 9 आएगा उसके बाद वह नीचे आएगा यह रैंडम हो सकता है ठीक है कोई असाइनेबल कारण नहीं है इसलिए इस तरह का प्लाट जो मैंने किसी रैंडम आंकड़ों का बनाया है या मैंने कुछ बनाया है आप देख सकते हैं कि वहां एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है इसलिए यहां से यह अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन हमको वास्तविक प्रयोगों को देखना होगा और हमको देखना होगा कि क्या वह वहां पर है या नहीं और त्रुटि बिंदु संख्या 3 से शुरू हुई और वह बढ़ती गई और नियंत्रण के बाहर चली गई उसके बाद वह नीचे आ गई यह हो सकता है कि हम को पता हो कि मूल्य यहां पर बढ़ता ही जा रहा है यह हो सकता है कि जिस उपकरण का आप उपयोग कर रहे हैं उसमें कुछ विकृति है पर्यवेक्षक जो यह देख रहा है उसमें पैरेलेक्स त्रुटि हो किसी भी तरह की त्रुटि हो सकती है लेकिन यह एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है ठीक है यह कंट्रोल चार्ट् हैं या ग्राफ़िकल या आंकड़ा दृश्य हमको यह देखने में सहायता देते हैं कि क्या यह कारण हो सकता है या नहीं हम वास्तविक कारण ढूंढ लेंगे वास्तव में हम उपकरण की ओर जा रहे हैं और खोज करेंगे कि कैसे परीक्षणों को लिया जाता है या वहां पर वास्तव में क्या त्रुटियां हो रही हैं इसलिए हम उस पर भी काम कर सकते हैं इसलिए आगे मैं कंट्रोल चार्ट् के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करना चाहूँगा इसलिए कंट्रोल चार्ट् स्टैटिसटिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और वह उत्पादों की कोई भी विशेषताओं को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि वजन एक डिब्बे में टुकड़ों की संख्या उसके बाद बोतल के अंदर का आयतन उसके बाद शाफ्ट के आकार उसके बाद तापमान में अंतर उसके बाद सुबह या संध्या में एक कमरे का तापमान इसलिए हम कोई भी डाटा माप सकते हैं हमारे पास दो प्रकार के कंट्रोल चार्ट् हैं वेरिएबलस् के लिए और एट्रिब्यूटओं के लिए जब मैं कहता हूं कि वेरिएबलस् वेरिएबल कंटीन्यूअस डाटा के ज्यादा करीब हैं कोई भी आंकड़ा जिसे हम नॉर्मल करव या कंटीन्यूअस नॉरमल करव के अनुरूप कर सकते हैं वह एक वेरिएबल है ठीक है एट्रिब्यूट्स जोकि एक कंटीन्यूअस डाटा नहीं हो सकते हैं उदाहरण के तौर पर उपलब्ध एक डिब्बे में टुकड़े दूसरे डिब्बे में टुकड़े या एक उत्पाद में त्रुटियां उदाहरण के तौर पर मैंने एक गाड़ी बनाई गाड़ी के टायरों में त्रुटियों की संख्या ठीक है गाड़ी 1 गाड़ी 2 त्रुटियों की संख्या प्रति गाड़ी कभी कभी एट्रिब्यूट्स के आनुपातिक ली जाती है वेरिएबलस् लंबाई हो सकते हैं उसके बाद वेरिएबल वजन हो सकते हैं वह सारे कंटीन्यूअस डाटा जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं ठीक है इसलिए अलग अलग तरह की विशेषताएँ कंट्रोल चार्ट के द्वारा मापी जा सकती हैं जिसको हम दो समूह में बांट सकते हैं वेरिएबल और एट्रिब्यूट ठीक है वेरिएबलस् के लिए कंट्रोल चार्ट विशेषताएँ जोकि मापी जा सकती हैं को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक सातत्य मूल्य है जैसा कि मैं कह चुका हूं ऊंचाई वजन या आयतन कुछ एक उदाहरण जो कि मैं यहां पर उद्धरण कर सकता हूं एक शीतल पेय बॉटलिंग ऑपरेशन एक तरह का वेरिएबल माप है जैसा कि बोतल में भरे जाने वाले तरल की मात्रा को मापा जाना है या आयतन को मापा जाना है ठीक है जब हमें पता है कि वहां पर इतना आयतन है तब हम बोतल को बंद करते हैं इसलिए अन्य उदाहरण बेकिंग ओवन के तापमान को मापने का हो सकता है यदि आप तापमान पर किसी तरह का प्रयोग कर रहे हैं तब बेकिंग ओवन तापमान एक अच्छा उदाहरण है उसके बाद टुकड़ों के व्यास जो हमने विनिर्मित किए हैं या गियर टूथ के आकार और यह सारे वेरिएबलस् हैं ठीक है एट्रिब्यूटस् इसलिए एट्रिब्यूटस् का इस्तेमाल उन विशेषताओं को मापने या मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है जिनका मूल्य सतत है और गिना जा सकता है इसलिए मैं इसको यहां पर रखता हूं इसलिए यह सतत मूल्यों के लिए या गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उदाहरण के तौर पर रंग स्वाद ठीक है एट्रिब्यूट रंग स्वाद हो सकते हैं जिनका जवाब हां या ना या अच्छा या बुरा हो सकता है ठीक है इसलिए एक्सेप्टेबल या अनअक्सेप्टेबल इनमें से एक पद हो सकता है लेकिन मैं उसको एक्सेप्टेंस सेंपलिंग में इस्तेमाल करना बेहतर समझूंगा इसलिए एट्रिब्यूट रंग स्वाद और गंध को शामिल करते हैं वेरिएबल की तुलना में एट्रिब्यूट निरीक्षण करने के लिए कम समय लेते हैं क्योंकि वेरिएबल को पूर्णतया मापा जाना आवश्यक है हम वेरिएबल को मापते हैं उसके बाद उसकी रीडिंग को लिखते हैं उसके बाद हम उसको हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिसटिक्स में डाल देते हैं हम उसका वर्णन कर सकते हैं और एक सारणी में डाल देते हैं उसके बाद जैसा हम चाहें उस तरह से उसे प्लाट कर सकते हैं ठीक है जो विशिष्ट आंकड़े हमने पाए हैं वह उसके साथ किस तरह से अनुरूप होते हैं इसलिए वेरिएबलस् का मतलब बेहतर है यह एक तरह का सातत्य आंकड़ा है ठीक है यहां पर यह उदाहरण जैसे कि ऊंचाई वजन उसके बाद आयतन कभी कभी तापमान उसके बाद दबाव यह सारी चीजें हो सकती हैं जब मैं ऊंचाई कहता हूं यह व्यास या कोई भी लंबाई हो सकती है यहां पर लंबाई या कोई भी रेखिक माप को रखना बेहतर होगा इसलिए एट्रिब्यूटस् के संदर्भ में वह स्वीकार्य होगा नॉन डिफेक्टिव टुकड़ों की संख्या या डिफेक्टिव टुकड़ों की संख्या एक डिब्बे के अंदर गैर स्वीकार्य होगी उसके बाद कि क्या हमने जो प्रकाश बल्ब उत्पादित किए हैं वह काम करेंगे या नहीं बल्ब जलेगा या नहीं कि क्या GO NO GO गेज दोनों काम कर रहे हैं या नहीं यदि शाफ्ट या होल या बेयरिंग उसी समझ में जो हम बनाते हैं हमको होल का आकार देखना चाहिए कि क्या GO NO GO दोनों गेज उसके साथ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं वह एट्रिब्यूटस् हो सकते हैं इसलिए आगे कंट्रोल चार्ट के प्रकार हैं एट्रिब्यूट कंट्रोल चार्ट के अंदर हमारे पास p चार्ट C चार्ट U चार्ट और np चार्ट हैं मैं इन सब को एक एक करके लेता हूं और कुछ आंकड़े उठाने की कोशिश करता हूं और इन सबको एक्सेल में प्लाट करने की कोशिश करता हूं और आप को समझाने की कोशिश करता हूं कि हम इस तरह के विशिष्ट आंकड़े का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वह उस विशिष्ट रूप में उपलब्ध है और इन चार्ट को हम प्लाट करते हैं वेरिएबल कंट्रोल चार्ट के अंदर हमारे पास X बार चार्ट और R चार्ट या रेंज चार्ट हैं इसलिए मैं पहले वेरिएबल चार्ट को लूंगा उसके बाद एट्रिब्यूट चार्ट को लूंगा और X बार चार्ट मॉनिटर के बारे में कुछ व्यापक जानकारी दूँगा हम यहां पर जो मॉनिटर करते हैं वह प्रोसेस मीन है उदाहरण के लिए यदि आप कोई ढलाई कर रहे हैं और हमको तापमान को किसी विशिष्ट रेंज के भीतर बनाए रखना है और हम तापमान को अलग अलग दृष्टांत पर मापेंगे उस तापमान को एक घंटे तक ऐसे ही बनाए रखना है हम तापमान को हर 5 मिनट पर माप सकते हैं और एक घंटे के भीतर हर 5 मिनट से हमको 12 रीडिंग मिलेंगी और वह 12 रीडिंग प्रक्रिया औसत लेंगी औसत तापमान इसलिए उसको मॉनिटर करना है इसलिए औसत तापमान अलग अलग पर्यवेक्षणों की तरह पाया जा सकता है जैसा कि हमें मिला है हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वह सीमाओं के भीतर है या नहीं कंट्रोल लिमिटस् और स्पेसिफिकेशन लिमिटस् मैं आपको बताऊंगा इसलिए आगे R चार्ट है इसलिए R चार्ट रेंज है रेंज क्या है रेंज उच्चतम और निम्नतम के बीच का अंतर है इसलिए यह क्या बताता है यह वास्तव में प्रोसेस वेरीएबिलिटी का माप है ठीक है इसलिए p चार्ट के अंदर p प्रिपरेशन ऑफ डिफेक्टिव के लिए है इसलिए मैं इस को बेहतर तरीके से दोषपूर्ण अंश या खंड मापने के लिए रख सकता हूं उदाहरण के लिए यदि हम कुछ नमूने ले रहे हैं और हमने 10 नमूनों में से 10 नमूनों के औसत को देखा हर नमूने का आकार अलग अलग हो सकता है हमने देखा कि पहले नमूने के अंदर 10 में से 2 टुकड़े दोषपूर्ण हैं हो सकता है कि दूसरे नमूने में 20 में से 3 टुकड़े दोषपूर्ण हो पहले नमूनों में 10 में से 2 का मतलब 02 है यह दोषपूर्ण भाग है मैं कैसे इस चार्ट को प्लाट करूँगा मैं अभी इस पर आऊंगा और C चार्ट तब होगा जब हमारे पास एक गाड़ी में दोषों की संख्या या गाड़ी के विशिष्ट अनु भाग में दोषों की संख्या जब वह उत्पादित की गई इसलिए यह दोषों की संख्या है इसलिए U चार्ट तब है जब हमारे पास दोष प्रति इकाई है इसलिए U और C चार्ट में अंतर को हम देखने की कोशिश करेंगे यह काफी कुछ एक जैसे हैं क्योंकि दोनों चार्ट में हम दोषों के साथ व्यवहार कर रहे हैं लेकिन अंतर यह है कि जब नमूने का आकार अलग होता है हम U चार्ट इस्तेमाल करते हैं जब एक नमूने का आकार एक जैसा रहता है तब हम C चार्ट का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए नमूने का आकार यदि मैं 10 नमूने लेता हूं और प्रत्येक नमूने के अंदर 20 टुकड़े हैं इसलिए 20 टुकड़ों में से हम दोषों की संख्या को लिखने की कोशिश कर रहे हैं वह C चार्ट होगा लेकिन यदि आप नमूने के आकार की रेंडम संख्या को उठाते हैं तब U चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हम दोष प्रति इकाई लेंगे जैसा कि हम कहते हैं पहले 20 के लिए उसके बाद 30 उसके बाद 10 हो सकता है हम आंकड़े को सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे और हम उसको एकल स्केल में लाएंगे अगला np चार्ट है इसलिए निरीक्षण इकाइयों के नमूने में np चार्ट दोषपूर्ण की संख्या है मैं निरीक्षण इकाइयों के नमूने में दोषपूर्ण की संख्या को रखूंगा इसलिए यह सब चीजें हैं जो कि हम इन विशिष्ट तालिकाओं में मॉनिटर या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए चलिए अब हम अगले भाग में मिलते हैं धन्यवाद